हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क और इंटरनेट प्रोटोकॉल पाठ्यक्रम में आईपी राउटिंग पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे पिछले लेक्चर में हमने इस आईपी एड्रेस आवंटन और राउटिंग कैसे चलन में आया के बारे में चर्चा की आज हम चीजों की गहराई में जा रहे हैं हम इस इंट्रा डोमेन राउटिंग के लिए कुछ बुनियादी परिचय दे रहे हैं और बाद के लेक्चर में हम राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में अधिक विस्तार से जानने वाले हैं राउटिंग के बारे में बात करने से पहले हम उन चीजों या चीजों का क्विक रीकैप कर लेते हैं जिन्हें आप पहले से जानते हैं एक प्रमुख विशेषता या इंटरनेटवर्क में प्रमुख पहलू में से एक है नेटवर्क पर जुड़े 2 नेटवर्क 2 डिवाइस के बीच हमारा कम्युनिकेशन आगे आने वाले पैकेट को सेंड करना है इस मामले में हम नेटवर्क पोर्ट को देख रहे हैं यह कम्युनिकेशन एक छोर से दूसरे होस्ट इंटरमीडिएट होस्ट से राउटर राउटर से राउटर राउटर से होस्ट और कुछ भी हो सकता है आप देख सकते हैं की चीजें कैसे चल सकती हैं यह एक सिंगल हॉप दूरी पर हो सकता है यह एक बहु हॉप दूरी भी हो सकता है यह सीधे जुड़ा हो सकता है या इसे एक बड़े नेटवर्क पर जोड़ा जा सकता है फॉरवार्डिंग टेबल में डेस्टिनेशन एड्रेस देख सकते हैं जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में याद होगा हमने रूटर्स के बारे में चर्चा की है जो मूल रूप से एक राउटिंग टेबल बनाए रखते हैं इसका मतलब है कि अगर यह किसी डेस्टिनेशन एड्रेस के लिए एक पैकेट प्राप्त करता है तो यह कहता है कि यह एक विशेष पथ या विशेष रूप से एक पैकेट को आगे बढ़ा दिया है इसके पास एक राउटिंग टेबल है जिसमें सभी संभव डेस्टिनेशन हैं और इसका अगला हॉप क्या होना चाहिए या आगे बढ़ने का मार्ग क्या होना चाहिए वह भी है हम इसे और विस्तार में आगे आने वाले लेक्चर में पड़ेंगे जब हम लेयर 2 के बारे में पढ़ रहे होंगे पोर्ट या आउटपुट पोर्ट और मैक एड्रेस का पता करना पोर्ट और मैक एड्रेस के पेयर का पता लगाना और जैसा कि हम जानते हैं कि अंत में यह एक लॉजिकल पाथ का पता लगाता है आईपी लेवल पर पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हमें डेस्टिनेशन हार्डवेयर एड्रेस या मैक एड्रेस चाहिए होता है यह रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल द्वारा किया जाता है हम उसको देखेंगे राउटिंग पॉपुलेट करने की एक प्रक्रिया है यदि आप एक तरह से देखोगे एक तरफ फॉरवार्डिंग है तो दूसरी तरफ राउटिंग प्रोटोकॉल है उस में से एक तरीका है फॉरवार्डिंग टेबल बनाने का फिर से मैं दोहराता हूं राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है संदर्भ समय 0321 जिसमें एक लुकअप टेबल या राउटिंग टेबल है या फॉरवार्डिंग टेबल है जिसका हम उपयोग करते हैं और यदि कोई इनपुट पैकेट डेस्टिनेशन के लिए आता है तो यह राउटिंग टेबल की सहायता से इसे आगे भेजने का रास्ता तय करता है अब कुल मिलाकर इंटर नेटवर्क एक बड़ा नेटवर्क है और यह डायनेमिक है दूसरे अर्थ में राउटर का एक उद्देश्य इस राउटिंग टेबल को बनाए रखना है यहां एक प्रश्न है कि इस राउटिंग टेबल को कैसे अपडेट किया जाए ताकि कोई भी पैकेट आए उसे सही रास्ते पर भेजा जा सके राउटिंग टेबल को अपडेट करने के लिए राउटर को उन नेटवर्क के बारे में संदेशों का आदान प्रदान करना चाहिए जहां वे सही से पहुंच सकते हैं यदि एक राउटर 1 राउटर 2 6 7 8 से जुड़ा है ये राउटर संदेशों का आदान प्रदान करते हैं और जुड़े हुए नेटवर्क के बारे में सूचना शेयर करते हैं और यह चीजें अपडेट हो जाती हैं राउटर का मुख्य उद्देश्य हर डेस्टिनेशन के लिए ऑप्टिमम मार्ग खोजना है हमें प्रत्येक डेस्टिनेशन के लिए आइडियल रूट खोजने की आवश्यकता है यदि हम उस एनालॉजी को देखने की कोशिश करते हैं जहां मैं किसी स्थान पर जा रहा हूं मेरा और ऑब्जेक्टिव में से एक उस विशेष गंतव्य पर जाने के लिए आइडियल रूट खोजना है आइडियल रूट शायद सबसे कम दूरी है या मैं कम भीड़ वाले रूट की तलाश कर सकता हूं मेरे पास कुछ अन्य मानदंड हो सकते हैं जैसे मैं एक ऐसे रूट से यात्रा करना चाहता हूं जो अधिक सुरक्षित है फिर भी मैं अपने मानदंडों के आधार पर यह पता लगाना चाहता हूं कि इस स्रोत से गंतव्य के लिए आइडियल रूट क्या है या गंतव्य से उस विशेष राउटर के लिए मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए अब अगर हम राउटिंग एल्गोरिदम को देखें यह है कि कुछ स्थानीय फ़ॉरवर्डिंग टेबल हैं यदि ये हमारे कुछ गंतव्य हैं तो अलग अलग हेडर मान हैं तो ये लिंक हैं जो आगे सही होंगे यदि यह ०१०० से ३ ०१०१ से २ ०११२ से २ और इसी तरह आगे और मेरे पास है यदि यह एक हेडर है तो यह इस तालिका की चिंता करता है और इसे 2 पर सेंड करता है पैकेट को सेंड करने का एक उद्देश्य इस विशेष राउटर का काम है एक और इस राउटर को इस राउटर के लिए अपडेट किया जाना चाहिए और प्रत्येक राउटर जिसमें उनकी संबंधित टेबल थी और यह चीजों को आगे बढ़ाता था हम डिस्कस करने की कोशिश करते हैं की ये तालिकाओं को कहीं और ठीक से बनाए रखा जाता है या वे एक नियमित रूप में खुद को अपडेट करने में सक्षम हैं और क्या पैकेटpacket को रूट किया जा सकता है किसी भी गंतव्य के लिए इंटरनेट में कहीं भी इस अलग राउटर के माध्यम से एक बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब हम इंटर नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे कि ये तथाकथित डिस्ट्रीब्यूटड सिस्टम के कुछ प्रकार हैं और अधिकांश मामले वे लूजली कपल्ड हैं या कोट अन्कोट स्वायत्त सिस्टम सही या कई स्वायत्त सिस्टम को प्रदर्शित करते हैं हालांकि वे डोमेन कंट्रोल में हैं इस पर बाद में आएंगे दूसरे अर्थ में मेरे पास कोई नियंत्रण नहीं है कि अन्य राउटर क्या करेंगे यदि राउटर मेरे डोमेन में है तो मेरा कुछ नियंत्रण है लेकिन अधिकांश मामलों में अगर यह दूसरे डोमेन में है तो मेरा कोई नियंत्रण नहीं है अगर किसी तरह का एक मैसेज एक्सचेंज हो रहा है और यह राउटिंग टेबल अपडेट किए जाते हैं तो हम चीजों को रोकते हैं इसलिए इस मुद्दे पर जो सामने आया है वह स्थिरता है स्टेबल राउटर अक्सर तेजी से बदलने वाले या दूसरे अर्थों में पसंद किए जाते हैं राउटर जहां राउटिंग टेबल स्थिर होता है आदान प्रदान बहुत तेज हैं यदि राउटिंग टेबल या इस लुकअप टेबल के आधार पर राउटिंग परिवर्तन होता है तो ये पैकेट रूट किए जाते हैं यदि यह बहुत गतिशील है तो यह अनस्टेबल होगा और पूरी चीज स्टेबल है यह कई कारणों में से एक महत्वपूर्ण पहलू है यदि यह एक क्षणिक है तो इस समस्या से मुक्ति के लिए बेहतर होगा अन्यथा किसी समस्या पर बहस करना कठिन होगा यदि यह बहुत डायनामिक है और अपडेट होने पर कुछ बदल जाता है तो डीबग प्रोसेस को प्रबंधित करने में समस्या होगी और अगर यह एक बड़ा नेटवर्क या इंटरनेट का पैमाना है तो यह बहुत मुश्किल बात है दूसरा कारण यह है कि टीसीपी आरटीटी प्रोटोकॉल जैसा हाई लेयर ऑप्टिमाइजेशन जैसा कि हमने यह अध्ययन किया है इस विशेष कोर्स में हमने इस टीसीपी और राउंड ट्रिप डीले के बारे में चर्चा की और वहां चुनौतियां होंगी मान लीजिए कि मार्ग हर 500 मिली सेकंड या 50 मिली सेकंड या 5 मिली सेकंड का उपयोग कर रहे हैं तो चीजें कैसे होंगी अगर मैं स्टेबिलिटी चाहता हूं तो ऑप्टिमेलिटी कम हो जाएगी अगर मेरे लिए ऑप्टिमेलिटी ज्यादा जरूरी है तो मैं एक ऐसा रूट चाहूंगा जिससे मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले और अगर मैं मान लेता हूं कि कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है तो यह एक ऑप्टिमल सिचुएशन होगी अगर मैं राउटिंग को बार बार बदलने देता हूं तो यह ऑप्टिमल तो हो जाएगा पर स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और इसकी वजह से दूसरे कई इशु होंगे ऐसा कोई तरीका होना चाहिए जिससे कि सलूशन को ऑप्टिमाइज किया जा सके और इसी की वजह से हम नेटवर्क के परफॉर्मेंस एनालिसिस और कई तरह के मैट्रिक्स की बात करते हैं इससे हम देखते हैं कि हमें कितना स्टेबिलिटी या ऑप्टिमेलिटी चाहिए इससे हम क्या देखते हैं हमारे पास रूटीन एल्गोरिथ्म है राउटिंग एल्गोरिथम मुख्यतः क्या करते हैं यह मुझे हर राउटर पर एक राउटिंग टेबल बनाए रखने देते हैं और यह राउटर कोई भी पैकेट आने पर इंडिपेंडेंटली काम करते हैं और उस पैकेट को रूट करते हैं इसलिए यहां पर कुछ ग्लोबल या सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए जोकि राउटिंग का डिसीजन लेंगे ग्लोबल सिनेरियो में राउटर के पास पूरी टोपोलॉजी होती है और अगर नेटवर्क छोटा है तो मैं एक ऑप्टिमाइज डिसीजन ले सकता हूं लेकिन बड़े नेटवर्क के केस में यह संभव नहीं होता है जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम में हमें केवल अपने पड़ोसी राउटर के बारे में ही जानकारी होती है जोकि आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं मैं केवल पड़ोसी को जानता हूं तो राउटर RI केवल अपने पड़ोसी JKLM को जानता है और उससे जानकारी साझा करता है इसी तरह एक और राउटर RJ भी ऐसा ही करता है इसलिए यह एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम है मैं पूरी दुनिया या पूरे नेटवर्क को नहीं देख रहा हूं और डिसाइड कर रहा हूं बल्कि स्थानीय पड़ोसियों के आधार पर ज्यादा कर रहा हूं हमारे पास राउटिंग के 2 तरीके हैं जो इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन राउटिंग है जब हम इंट्रा डोमेन कहते हैं तो यह उसी एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण में होता है यह बड़ा नेटवर्क हो सकता है जैसा कि IIT खड़गपुर की तरह जहां हमारे पास लगभग 50 डिफरेंट नेटवर्क हैं लेकिन सब IIT खड़गपुर के नियंत्रण में है जबकि इंटर डोमेन डिसेंट्रलाइज्डहै इंटरनेट के बराबर है इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में नेटवर्क जो इंटरनेट के पैमाने पर हैं ये इंटर डोमेन हैं इसलिए उनके पास चीजों की व्यापक कैटेगरी होगी हम जल्द ही उन चीजों पर वापस आएंगे हमारे पास मोटे तौर पर 2 प्रकार के मार्ग हैं एक इंटर डोमेन है और दूसरा इंट्रा डोमेन है इंट्रा डोमेन वह जगह है जहां सभी एडमिनिस्ट्रेटिव नियंत्रण जैसे कि IIT खड़गपुर नेटवर्क या इस तरह के किसी भी नेटवर्क की तरह वही इंटर डोमेन डिसेंट्रलाइज हैं इसलिए इंटरनेट के जैसा है अब हम इन 2 एस्पेक्ट्स को समझते हैं राउटिंग और फेनोमेनन का अलग अलग प्रकार का विचार है एक बार जब आपके पास सब कुछ नियंत्रण में हो जाता है तो आपके पास समस्या या राउटिंग एल्गोरिदम को देखने का एक तरीका है और यदि आपके पास यह एक डिसेंट्रलाइज है और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत नहीं है तू दूसरे तरीके हैं आज हम इंटर डोमेन कि कुछ बेसिक चीजें देखेंगे बाद के 1 या 2 लेक्चर में हम इंट्रा डोमेन को देखेंगे और फिर हम इंटर डोमेन रूट के बारे में बात करेंगे आगे बढ़ने से पहले हम अपनी अंडरस्टैंडिंग दिखाने के लिए कुछ मुद्दों को उठाएंगे कि इनमें चुनौतियाँ क्या हैं एक तो है ऑप्टिमेलिटी इशु मैं पूरे नेटवर्क या नेटवर्क के हिस्से को एक ग्राफ के रूप में कंसीडर सकता हूं नोड्स राउटर हैं और लिंक एड्ज हैं और एड्ज के ऊपर वेरिएबल वेट है जोकि डिफरेंट कंसीडरेशन पे बेस्ड है यह कंजेशन लेबल हो सकता है या दो एड्ज के बीच दूरी हो सकती हो हम एज को पोस्ट साइन करते हैं जोकि बेस्ड होता है लेटेंसी पे बैंडविथ यूटिलाइजेशन पे या क्यू लेंथ पे आदि अब हमारी समस्या दो नोड्स के बीच सबसे कम लागत का रास्ता ढूंढने की है हमारे मीट्रिक या हमारी मीट्रिक अंडर कंसीडरेशन के आधार पर मैं नोड ए और नोड बी या सोर्स नोड और डेस्टिनेशन नोड के बीच कम से कम लागत का रास्ता निकालना चाहता हूं प्रत्येक नोड का इंडिविजुअल रूप से लागत की गणना करते है अब यदि प्रत्येक राउटर के पास कॉस्ट कंप्यूट करने की कैपेबिलिटी है एक डिस्ट्रीब्यूट्ड फैशन में तो मैं ओवरऑल कॉस्ट निकाल लूंगा जो कि एक ऑप्टिमल सलूशन होगा पर यह हमेशा जरूरी नहीं है कि मुझे एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिले इसलिए हम सब ऑप्टिमल सॉल्यूशन को निकालते हैं कुछ केस में हम देखेंगे कि एक डिफॉल्ट रूट का कंसेप्ट भी है अगर मैं सही रास्ता पता नहीं लगा सकता तो मैं पैकेट को डिफॉल्ट रूट पर भेज दूंगा दूसरा इशु जो कि निश्चित रूप से आता है वह है स्केलिंग का मतलब एल्गोरिदम कैसे स्केल करता है हर राउटर किसी भी डेस्टिनेशन एड्रेस पर पैकेट को फॉरवर्ड करने में सक्षम होना चाहिए इसलिए अगर उसे एक एड्रेस दिया जाता है तो इसे नेक्स्ट हॉप का पता लगाना होगा उसके लिए यह राउटिंग टेबल या फॉरवार्डिंग टेबल से कंसल्ट कर सकता है इसे पता होना चाहिए कि अब इसे कहां जाना है एक नेव अप्रोच हो सकता है कि प्रत्येक डेस्टिनेशन के लिए एक एंट्री हो लेकिन ऐसे में बड़ी संख्या में एंट्री हो सकती हैं अगर आप डोमेन के सारे सिस्टम के लिए देखते हैं तो यह एंट्री 10 के पावर 8 से लेकर 10 के पावर 9 तक हो सकती है इसलिए यह बहुत सारा एड्रेस हो सकता है और इसे स्टोर करना प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होगा एक समाधान यह हो सकता है कि एंट्री 1 रेंज ऑफ एड्रेस को कवर करें इसलिए मेरे पास एक चीज है जो कि रेंज ऑफ एड्रेस को कवर करती है जैसे कि आईआईटी खड़कपुर में राउटर 20000 से ज्यादा सिस्टम के एड्रेस को और करते हैं क्योंकि हमारे कैंपस के सिस्टम या सेंस सिस्टम या नेटवर्क इनेबल डिवाइसज हो सकती है लेकिन बाहर के नेटवर्क के लिए यह एक या दो राउटर देख सकते हैं मैं किसी तरह का एड्रेस एग्रीगेशन करता हूं एक तो यह है कि हम इस तरह का काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि एड्रेस को रेंडमली असाइन किया गया है जैसे ईथरनेट एड्रेस या हार्डवेयर एड्रेस जो उस निर्माता से आता है जिसे हम अपने बाद के लेक्चर में देखते हैं हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते हैं जो रेंडम रूप से असाइन किया गया हो एड्रेस एग्रीगेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम देख रहे हैं ऐड्रेस एलोकेशन नेटवर्क की संरचना पर आधारित होना चाहिए मैं उन ऐड्रेशो का एग्रीगेशन कर सकता हूं बशर्ते कि वे नेटवर्क संरचना में हों अब यदि हम किसी प्रकार की समानता को देख रहे हैं या अपने पोस्टल एड्रेस को ही देख रहे हैं तों हम दोनों को आपस में जुड़ नहीं पाते क्योंकि इनमें एक इन्हेरेंट एग्रीगेशन होता है अगर यह रेंडम होता है तो यह हमारी मुश्किलें और बढ़ा देता है जैसे कि हाउस नंबर 1 2 3 4 5 6 किसी पर्टिकुलर कॉलोनी में हो तो पोस्टमैन को लेटर सेंड करना बहुत आसान होता है जबकि 1 के बाद अगर यह 101 फिर 49 फिर 216 है तो उन्हें एक साथ पैक करना मुश्किल है हम चाहते हैं कि कोई ऐसा ऐड्रेस मेकैनिज्म हो जो एग्रीगेशन को फेवर करता हो इसलिए यह एक रिक्वायरमेंट हो सकती है या देखने का तरीका हो सकता है इसलिए एग्रीगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अब हम अपनी बेसिक समस्या पर वापस आते हैं हमने जो कुछ देखा है वह कुछ चीजें हैं जैसे स्केलेबिलिटी ऑप्टिमेलिटी स्थिरता और कई राउटिंग प्रोटोकॉल इशु को एड्रेस करने का प्रयास करते हैं हमारे पास एक तो डायरेक्ट डिलीवरी का तरीका है जिसमें हम दो सिस्टम को एक केबल के माध्यम से जोड़ते हैं और दूसरा तरीका है इनडायरेक्ट डिलीवरी का या तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस मामले में मेरे पास एक राउटर है जो पैकेट को फॉरवर्ड करता है और कई हो सकते हैं जहां राउटिंग का यूज़ आता है एक राउटिंग विधि एक लुकअप टेबल को यूज करना है अगर मुझे किसी पर्टिकुलर पोस्ट पर जाना है वह तो यह तरीका है इस को फॉलो कर मैं राउटर नंबर 1 और फिर राउटर नंबर 2 से होते हुए होस्ट B भी तक पहुंच सकता हूं यह रूटीन मेथड स्पेसिफिकली स्पेसिफाई करता है की डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए कौन सा रास्ता लेना होगा दूसरा तरीका है कि मैं केवल यह बताऊं की नेक्स्ट हॉप क्या है और नेक्स्ट हॉप यह डिसाइड करता है कि इसे कहां जाना चाहिए जैसे कि राउटर A राउटिंग टेबल में डेस्टिनेशन B जाने का जो अगला ऑफ है वह राउटर 2 है राउटर 2 कहता है कि वह पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्टेड है जिसमें B भी है और पैकेट को भेजा जा सकता है अब जैसा कि आप देखते हैं कि यह अगली हॉप आधारित चीज़ है इंडिविजुअल रूटर्स R1 और R2 राउटिंग टेबल बनाए रखते हैं जो बताता है कि दिए गए डेस्टिनेशन के लिए पैकेट को कहां पूश करना है मतलब यह अगले हॉप आधारित चीज़ है फिर हमारे पास होस्ट स्पेसिफिक बनाम नेटवर्क स्पेसिफिक हो सकता है अंतिम क्लास हमने देखा था कि राउटर मुख्य रूप से नेटवर्क से नेटवर्क के बीच है ना की होस्ट से होस्ट के बीच ऐसा नहीं है कि इसे होस्ट से होस्ट के बीच नहीं जोड़ा जा सकता पर यह मुख्य रूप से नेटवर्क से नेटवर्क के लिए है मारे पास नहीं है ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता है लेकिन यह मुख्य रूप से नेटवर्क से नेटवर्क के लिए है अगर कोई पर्टिकुलर राउटर कोई स्पेसिफिक मेथड यूज कर रहा है तो अगर डेस्टिनेशन A है तो R1 नेक्स्ट हॉप है B के लिए और जैसा की राउटिंग टेबल स्पेसिफिक मेथड पर बेस्ड है A B C सब N2 पर कनेक्टेड है है तो N2 पर जाने के लिए R1 नेक्स्ट राउटर होगा इस नेटवर्क डेफिनेशन के अनुसार हर राउटर को अलग से लेने की बजाय हम पूरे नेटवर्क को एक साथ लेते हैं जहां पर यह होस्ट हैं और हम पैकेट को नेटवर्क के आधार पर फॉरवर्ड करते हैं यहां एक डिफॉल्ट रूट का कंसेप्ट है अगर मैं पता नहीं लगा सकता कि पैकेट को कहां भेजना है तो मुझे पैकेट आगे कहां भेजना चाहिए एक डिफ़ॉल्ट रूट है नेटवर्क N2 पर जाने के लिए इसे R1 पर और कोई फॉरवर्ड करें किसी अन्य नेटवर्क के लिए इसे R2 में धकेलें इसलिए यह एक डिफ़ॉल्ट मार्ग है एक डिफ़ॉल्ट मार्ग एक कंसेप्ट है यदि राउटिंग टेबल नहीं है तो यह डिफ़ॉल्ट मार्ग पर फॉरवर्ड कर देगा अब यदि हम किसी विशेष राउटर के बेसिक मॉड्यूल या बहुत फंडामेंटल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो एक बार यह एक पैकेट प्राप्त करने के बाद आपको स्विच से गंतव्य का पता निकालने की आवश्यकता होती है जिसके पास नेटवर्क लेयर तक सूचना है यह नेटवर्क लेयर तक पैकेट की इंफॉर्मेशन देखता है और डेस्टिनेशन एड्रेस और नेक्स्ट हॉप एड्रेस और इंटरफेस को पता करता है यह डेस्टिनेशन एड्रेस को निकालता है पर्टिकुलर राउटिंग टेबल में या फॉरवार्डिंग टेबल में अगले हॉप का पता और इंटरफ़ेसनंबर का ढूंढता है जैसे कि उस पर्टिकुलर एड्रेस और इंटरफ़ेसनंबर पर जाना है और क्या होता है जब मैं पैकेट को भेजना चाहता हूं मुझे MAC एड्रेस या अगले हॉप के हार्डवेयर पते को जानने की आवश्यकता है इसके लिए मुझे ARP प्रोटोकॉल की आवश्यकता है हम इसकी बाद में चर्चा करेंगे ARP प्रोटोकॉल द्वारा मुझे पता चलता है कि मुझे पैकेट को कहां भेजना है दूसरे अर्थ में मेरे पास एक तरह का नेट मास्क नेटवर्क एड्रेस अगला हॉप पता और राउटर का इंटरफ़ेसहै जहां इसे भेजने की आवश्यकता होती है जैसा कि हम यहां कर रहे हैं कई नेटवर्क हैं जैसे शुरुआती बिंदु 1807065 25 यहाँ 2014160 और यह इस विशेष राउटर के विभिन्न इंटरफेस के साथ जुड़ा हुआ है यह एक डिफ़ॉल्ट रूट हो सकता है इस इंटरफ़ेसमें से एक सही हो सकता है ये 201416022 1807025 इत्यादि के लिए एक कनेक्शन हैं और इस तरह के इंटरफ़ेससे जुड़े अन्य राउटर हो सकते हैं अब रूट R1 के लिए यदि हम देखें तो यह इस नेटवर्क एड्रेस के साथ 26 प्रकार का नेट मास्क है तो अगला हॉप m2 है अगर आप स्लैश को देखते हैं यदि नेट मास्क स्लैश 25 है और नेटवर्क पता 1807065128 है तो अगला हॉप m0 है इसी तरह आगे भी 24 2014220 यह m3 है इसलिए यह इस नेटवर्क पर जाता है 2014220 अगला 25 नेटवर्क में है यह m3 होना चाहिए था जो इस विशेष इंटरफ़ेसमें आया दूसरे अर्थ में जब यह नेट मास्क होता है तो जब इसे एक पैकेट मिलता है तो यह इस नेट मास्क से जांचता है यदि पता मेल खाता है तो यह उस विशेष चीज़ पर पुश कर देता है जब मुझे कहीं से एक इनपुट पैकेट मिलता है तो मैं उस डेस्टिनेशन आईपी को निकालता हूं मास्किंग द्वारा यदि पता इन नेटवर्क पते से मेल खाता है तो बस इसे अपने इंटरफेस पर पुश कर देता हूं यदि यह मेल नहीं खाता है तो इसे इस डिफ़ॉल्ट इंटरफ़ेसपर पुश कर देता हूं कुछ उदाहरण जिनसे हम फॉरवार्डिंग की प्रक्रिया को समझ सकते हैं जैसे कि यदि पैकेट R1 पर आता है जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस 1807065140 है यदि यह 26 पर है क्योंकि जैसा कि आप याद करते हैं आपके पास सबसे पहले प्रीफिक्स है 26 25 24 22 इनमें सबसे पहले 26 लागू होता है परिणाम 1807065128 है आप इस प्रकार के मास्क को लागू कर सकते हैं इसका मतलब है कि 26 उनके शून्य के बाद और इस पर लागू होते हैं जो वैल्यू मिलेगी वह यदि संबंधित एड्रेस के साथ सही से मेल नहीं खाते हैं तो यह अगले 25 पर जाता है और यह 1807065128 का मान देता है और यह दूसरी एंट्री के साथ मेल खाता है यह m0 पर इसे पुश करता है यह इसी के साथ मेल खाता है और पैकेट इंटरफ़ेसm0 आगे की प्रक्रिया के लिए ARP को दिया जाता है अब m0 इंटरफ़ेसक्या करता है आपको उस पर्टिकुलर इंटरफ़ेसके हार्डवेयर एड्रेस का पता लगाने की आवश्यकता है इसलिए यह ARP रिज़ॉल्यूशन एड्रेस रिज़ॉल्यूशन प्रोटोकॉल को यूज करता है ARP में आम तौर पर एक आईपी एड्रेस को एक हार्डवेयर एड्रेस में बदल दिया जाता है इसलिए यदि यह ARP रिक्वेस्ट के लिए जाता है तो यह वापस मैं उस डिवाइस का हार्डवेयर एड्रेस बताता है ताकि लेयर 2 स्तर पर पैकेट को निर्धारित करें आगे भेजा जा सकता है ARP चीजों पर बाद में चर्चा की जाएगी इसलिए हमें तुरंत ARP के बारे में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है लेकिन अगर कोई पैकेट पहली बार आता है तो वह इस क्रम में इन चीजों का पालन करता है जैसा कि हम जानते हैं कि हम सबसे लंबा प्रीफिक्स मैच चाहते हैं 26 25 पहले 26 फिर 25 24 22 यदि यह मैच नहीं करता तो डिफॉल्ट रूट अपनाएं एक और उदाहरण देखते हैं तो फॉरवार्डिंग प्रोसेस यदि पैकेट 201142235 के साथ R1 पर आता है फिर से 26 के साथ एड्रेस निकालते हैं एक परिणाम 10 21422 के साथ आता है यह करेस्पॉन्डिंग पैकेट के साथ मेल नहीं खाता है इसके बाद यह अगले स्लैश 25 के लिए चला जाता है और अगली एंट्री के साथ मेल नहीं खाता 22 में एक तीसरा करता है जो संबंधित दाएं से मेल खाता है और फिर यह इस डेस्टिनेशन पर जाता है यह पर्टिकुलर पैकेट m3 में जाता है हम यहाँ क्या देखते हैं कि एक पैकेट दिया गया है और इस प्रकार का नेट मास्किंग दिया गया है और इसे देखकर मैं बेसिक रूप से पैकेट को पर्टिकुलर रूप से उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन इंटरफ़ेसपर फॉरवर्ड कर सकता हूं और एक एड्रेस रिज़ॉल्यूशन है इसका मतलब है कि मुझे लेयर में फ्रेम के पैकेट को फॉरवर्ड करने के लिए हार्डवेयर एड्रेस जानना होगा इसलिए इसके लिए रिज़ॉल्यूशन की आवश्यकता है लेकिन प्राइमरी राउटिंग कारण का ध्यान रखा जाता है हम देखते हैं कि एड्रेस एग्रीगेशन की जरूरत है जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन 1234 ISP से सर्विस ले रहे हैं और इनके पास डिफरेंट टाइप के इंटरनेट एड्रेस हैं इसलिए हर एड्रेस की इंट्री की बजाए हम नेटवर्क एड्रेस को स्टोर करते हैं जो कि हमें अगले हॉप का एड्रेस बताता है मैं ऐसा कर सकता हूं इस विशेष चीज में मैं एक स्लैश 26 की तरह प्रवेश कर सकता हूं यदि यह नेटवर्क पता यह है तो अगला हॉप m0 m1 m2 m3 और m4 है जबकि राउटिंग टेबल 2 में सभी चीजों को एक सिंगल नेटवर्क के रूप में स्लैश 24 के रूप में रखा गया है और यह इसे m0 पर पुस कर देता है दूसरे अर्थ में राउटर R2 एक सिंगल नेटवर्क के रूप में एग्रीगेट किया गया है जिसमें स्लैश 24 1402470 स्लैश 24 का मास्क है और इसके साथ आने वाले किसी भी पैकेट को आगे भेजा जाएगा यह चीजों को देखने का तरीका है ये एड्रेस एग्रीगेशन हमें इन दोनों को एक साथ लाने में मदद करता है आप देखते हैं कि R2 की इंट्री के लिए यह बहुत सरल हो जाता है अगर इन 4 संगठन के बजाय 400 संगठनों में इस तरह की एंट्री बहुत भारी होगी राउटर पर भारी भार और प्रोसेसिंग समय बहुत अधिक होगा क्योंकि इसे इन चीजों की स्कैनिंग में जाने की आवश्यकता है हम ऑटोनॉमिक सिस्टम के कंसेप्ट की बात करते हैं जोकि एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन जैसा है इंटरनेट एक सिंगल नेटवर्क नहीं है यह कई ऑटोनॉमस सिस्टम नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम हैं जिनके पास नेटवर्क का कुछ अथॉरिटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आपके शहर स्टैनफोर्ड की एक बड़ी कंपनी या IIT खड़गपुर जैसी चीजें एक ऑटोनॉमस सिस्टम के रूप में कार्य कर सकती हैं ऑटोनॉमस सिस्टम का लक्ष्य राउटिंग मार्ग का चयन अपने स्वयं के लोकल राउटिंग से करना चाहते हैं ऑटोनॉमस सिस्टम जैसे IIT खड़गपुर जो भी आंतरिक इंट्रा IIT KGP राउटिंग चाहता है उसे चुन सकता है ASes नॉन लोकल राउटिंग के बारे में पॉलिसी स्थापित करना चाहता है बाहरी के लिए वह एक पॉलिसी स्थापित कर सकता है प्रत्येक AS ऑटोनॉमस सिस्टम को एक यूनीक 16 बिट संख्या सौंपी जाती है जैसे कि यह ऑटोनॉमस सिस्टम को रिप्रेजेंट करें हम इस बात पर बहुत कम बात करेंगे कि ये राउटिंग स्ट्रक्चर कैसे हैं बैकबोन राउटर और अन्य प्रकार की चीजें हैं लेकिन फिर भी ये अलग अलग ऑटोनॉमस सिस्टम हैं बहुत ही लूजली है और अगर आप देखना चाहेंगे तो ये अलग अलग नेटवर्क हैं उनके पास कुछ राउटर है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं यह बिल्ट इन एस्सेस या यूं कहा जाए कि एक पॉलिसी बेस्ट राउटिंग जोकि ऑटोनॉमस सिस्टम में होती है जिसके द्वारा लोकल या इंट्रा नेटवर्क राउटिंग कि अथॉरिटी और टोटल कंट्रोल होता है विभिन्न प्रकार के AS ट्रैफ़िक हैं लोकल AS पैकेट जिनमें सोर्स और डेस्टिनेशन होता है यह लोकल AS से पास होता है इसलिए यह स्टब का प्रकार है एक राउटर स्टब जैसा मल्टीहोमेड एएस से जुड़े कई ऑटोनॉमस सिस्टम में कोई आवागमन यातायात को सही नहीं करता है यह कई ऑटोनॉमस सिस्टम से जुड़ा हुआ है और इससे संबंधित को पूस देता है ट्रांजिट ऑटोनॉमस सिस्टम कई AS से जुड़ा होता है और ट्रांसमिट ट्रैफिक को सही करता है यह मल्टीहोमेड है जहां यह ट्रांसमिट ट्रैफिक नहीं ले जा रहा है लेकिन चीजों से जुड़ा हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑप्टिमेलिटी बहुत महत्वपूर्ण है इंटर AS जहां पॉलिसी 2 मिनट करती है जैसा कि हम आने वाले लेक्चर में BGP राउटिंग देखेंगे जिसमें पॉलसी बेस्ट राउटिंग होती है एक डिस्टेंस वेक्टर है जिसमें केवल लोकल स्थित की जरूरत होती है इसमें कम ओवरहेड स्मालर फुटप्रिंट और कई बार इसे डीबग करना मुश्किल होता है इसमें लूप की प्रॉब्लम भी आ सकती है लिंक स्टेट नामक एक और चीज है जोकि नेटवर्क का ग्लोबल व्यू है हम इंट्रा राउटिंग के बारे में बात कर रहे हैं जिसे डिबग करना सरल है इसे ग्लोबल स्टेट की आवश्यकता है जो कि नेटवर्क की ओवरऑल स्थिति है यदि हम राउटिंग प्रोटोकॉल को देखते हैं हमारे पास इंट्रा डोमेन और इंटर डोमेन है इंट्राडोमैन दूरी वेक्टर और लिंक स्टेटहै इंटर डोमेन पाथ वेक्टर है लिंक स्टेट RIP और OSPF है और पाथ वेक्टर BGP है हम उन चीजों पर थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग का एक दृश्य देखते हैं प्रत्येक नोड अपने इमीडिएट पड़ोसी के साथ एक पीरियोडिक अंतराल में साझा करता है हर 30 मिलीसेकंड या उसके जैसे और टाइम क्वांटम में या चीजों में जब कोई बदलाव होता है चीजों को सही तरीके से एक बैकनिंग में साझा करने पर जाएं और चीजों के आधार पर अन्य चीजें तय करती हैं जैसे कि मैं कहता हूं कि A का B से सीधा संबंध है जहां 5 है A का C से संबंध है जहां 2 है वहाँ 3 वहाँ बहुत आगे है जबकि A का E से कोई संबंध नहीं है जहाँ वह C से C पर जाता है और इस तरह यह इसी तरह से चीज़ को अपडेट करता है इसलिए D के लिए यह केवल A से जुड़ा हुआ है इसके पास चीजों को देखने के लिए अलग अलग रास्ते हैं इसलिए यदि हम B पर जाना चाहते हैं तो इसे A से गुजरना होगा D से B तक जाने के लिए कॉस्ट 3 प्लस 5 8 है विभिन्न प्रकार के रास्ते हो सकते हैं हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार क्या हैं फिर भी यदि आप देखते हैं तो प्रत्येक राउटर में इसकी राउटिंग टेबल होती है कि यदि कोई इन पर जाए तो ये नेटवर्क हैं जहां इसे होना चाहिए यहाँ एक और एंट्री हो सकती है जो डिफ़ॉल्ट है अगर यह कुछ ऐसा है जो ज्ञात नहीं है कि इसे कहाँ भेजना चाहिए यदि हम A तो इनिशियल स्टेप में इनिशियलाइज करते हैं जहां कुछ भी पता नहीं है जैसे कि A से A0 A से 5 क्योंकि यह कनेक्टेड हैं पर A से E पता नहीं है कि E कहां है इसलिए यह इंफिनिटी होगा जब A मिलता है पर C यह जानता है कि E कहां 4 के साथ है अगली बार जब उसे बीकॉन या मिस अपडेट C से मिलता है तो C राउटर अपडेट होता है ये अपडेट प्रोसेस कैसे चलेगी हम अपने बाद के लेक्चर में चर्चा करेंगे इस तरह से यह चल रहा है हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसमें इंटरडोमेन राउटिंग में यूज होने वाली अलग अलग प्रोटोकॉल RIP OSPF डिस्टेंस वेक्टर और लिंक स्टेट राउटिंग डोमेन के बारे में बात होगी हमें यहां रुकना चाहिए और इस बात की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ कि राउटिंग क्या है इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन क्या हैं इन चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे